डिफरेंशियल समीकरण लिखने के बजाय इसे ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है तो हमारे पास होगा हम y को कोष्टक के बाहर कॉमन लेंगे और कोष्टक के अंदर हमारे पास है दाएं तरफ इसी प्रकार हमारे पास है क्योंकि दाएं तरफ के टर्म में भी u कॉमन है अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक समीकरण क्या है सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक समीकरण बाएं तरफ के भाग से परिभाषित किया जाता है इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक समीकरण को ऐसे लिखते हैं हम समीकरण के समरूप भाग को सेट करके इस कैरेक्टरिस्टिक समीकरण को प्राप्त करते हैं समरूप का मतलब है आप इनपुट को 0 पर सेट करते हैं तो हमें समीकरण का समरूप भाग 0 प्राप्त होता है इसके साथ आपको सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक समीकरण प्राप्त होता है जो कुछ और नहीं बल्कि डिफरेंशियल समीकरण का गुणांक है जब आपने इनपुट को 0 रखा तो आपको सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक समीकरण मिला अब यदि आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हो कैरेक्टरिस्टिक समीकरण कैसे प्राप्त करना हैं अब हम डिफरेंशियल समीकरण से दर्शाया जाने वाला एक सिस्टम लेते हैं हम वही डिफरेंशियल समीकरण उपयोग कर रहे हैं जो हमने पिछले केस में देखा था अब इसका लाप्लास ट्रांसफार्म हमने देखा है इस के बराबर है क्या है

यदि A के गुणांक सभी वास्तविक हैं तब इसका आइगन मान या तो वास्तविक या जटिल संयुग्म जोड़े में होंगे अब माना यदि A के आइगन मान है तब A के ट्रेस को ऐसे लिखा जा सकता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है मैट्रिक्स A का ट्रेस A के सभी आइगन मानो का योग है अब यदि A का आइगन मान है जहां यदि यहां n आइगन मान हैं तो आपके पास तक आइगन मान होंगे अब यदि यह A का एक आइगन मान है तब यह का भी एक आइगन मान है तो यदि आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोस लेते हैं आइगन मान समान रहेंगे अब यदि आप देखें कि मैट्रिक्स A व्युत्क्रमणीय है और इसके आइगन मान है तब के आइगन मान हैं अतः यह महत्वपूर्ण गुण है जब हम अपने विभिन्न विश्लेषण में उपयोग करते हैं हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम A के आइगन मान की गणना करते हैं उन आइगन मान का व्युत्क्रमके आइगन मान होंगे अब आइगन मान का क्या महत्व है यह आइगन मान सिस्टम की प्रतिक्रिया निर्धारित करने में मदद करते हैं यदि आपके पास श्रेणी विश्लेषण सर्किट है तो यदि आप इसे स्टेट वेरिएबल के रूप में बदलते हैं और आइगन मान ज्ञात करते हैं यह आइगन मान हमें सिस्टम की प्रतिक्रिया ज्ञात करने में मदद करेंगे यदि आइगन मान s प्लेन के बाई ओर हैं इसका मतलब यदि इनका वास्तविक अवयव ऋणात्मक है इसका मतलब यह है कि सिस्टम स्थाई है अब आइगन मान का उपयोग सिस्टम की आवृत्ति ज्ञात करने में भी किया जा सकता है जहां सिस्टम की प्रतिक्रिया अधिकतम है उस स्थिति में यह आवृत्ति आइगन आवृत्ति कहलाती है अब हम आइगन वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो माना यदि यह एक अशून्य वेक्टर है जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है तो शर्त क्या है यदि यह संतुष्ट है तब मैट्रिक्स A का आइगन वेक्टर माना जाता है अब आइगन वेक्टर का क्या उपयोग है आइगन वेक्टर रैखिक ट्रांसफॉरमेशन को समझने योग्य बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं उसका मतलब आइगन वेक्टर यदि आप XY प्लेन पर वेक्टर को खींचे या संकुचित करें तो XY प्लेन में वेक्टर की दिशा नहीं बदलने वाली है अतः इसका मतलब है कि यदि आपके पास आइगन वेक्टर है आप उस वेक्टर की दिशा बदले बिना उसे ऊपर या नीचे स्केल करते हैं अब आइगन मान बताता है कि सिस्टम की प्रतिक्रिया कहां अधिकतम है और आइगन वेक्टर उस अधिकतम प्रतिक्रिया की दिशा बताता है तो इस तरह हम आइगन मान और आइगन वेक्टर को संबंधित करते हैं अब हम आइगन मान और आइगन वेक्टर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं चलिए हम स्टेट समीकरण लेते हैं जो हमारे पास है यानी अब माना यदि इसके गुणांक मैट्रिक्स है A के लिए कैरेक्टरिस्टिक समीकरण होगा तो आपको क्या करने की जरूरत है आपको इसे 0 के बराबर करने की जरूरत है फिर यदि आप हल करते हैं तब आपको आइगन मान के रूप में मिलता है अब हम मानते हैं कि यहां दो आइगन वेक्टर है प्रत्येक आइगन मान से संबंधित तो माना यहां दो आइगन वेक्टर है अब पहले हम लेते हैं और फिर अब आइगन वेक्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक समीकरण में रखते हैं तो जब आप वह मान रखते हैं हमें क्या मिलता है आपको जो मान मिलेगा वह है इस प्रकार और मनमाना है जिसे इस केस में 1 के बराबर सेट किया जा सकता है इसी प्रकार के लिए समीकरण हो जाता है दूसरे समीकरण का कोई अर्थ नहीं है इसलिए हमारे पास केवल 1 समीकरण बचता है जो है अब हमारे पास केवल एक समीकरण और दो अज्ञात है तो हम क्या कर सकते हैं

प्रमेय कहता है कि स्टेट समीकरण यानी सिस्टम के लिए तो सिस्टम के पूर्णतया स्टेट कंट्रोलेबल होने के लिए यानी आवश्यक और पर्याप्त शर्त है कि निम्नलिखित मैट्रिक्स S जो विमीय की है कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स जो हमारे पास है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में B और A मैट्रिक्स उसके अवयव के रुप में सम्मिलित हो आवश्यक और पर्याप्त शर्त यह है कि निम्नलिखित S मैट्रिक्स की रैंक n के बराबर हो तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स S क्या है कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स S तब हम इस मैट्रिक्स की रैंक ज्ञात करते हैं और यदि इस मैट्रिक्स की रैंक n के बराबर नहीं है यह दर्शाता है कि सिस्टम स्टेट कंट्रोलेबल नहीं है अब क्योंकि इस विशेष स्थिति में मैट्रिक्स A और B सम्मिलित हैं कभी कभी हम यह भी कहते हैं कि युग्म AB कंट्रोलेबल है जो बताता है कि S यानी कंट्रोलेबिलिटी के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक n के बराबर है अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिससे आप समझ सके कि स्टेट कंट्रोलेबिलिटी स्थिति कैसे प्राप्त की जाती है हम मानते हैं कि यहां एक तृतीय ऑर्डर सिस्टम है जिसकी गुणांक मैट्रिक्स इस प्रकार है अब क्योंकि हमारे पास A x है और यह n क्रॉस 1 है तो इस स्थिति में मैट्रिक्स n 3 है इसलिए कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स में अब 3 कॉलम होंगे तो हम क्या करेंगे हम पहले S मैट्रिक्स को संकलित करेंगे हम कैसे संकलित करेंगे हम देखेंगे अब यदि आप इस विशेष मैट्रिक्स को समीप से देखें आप देखेंगे कि दूसरा कॉलम दूसरी पंक्ति में सभी अवयव 0 हैं इसका मतलब मैट्रिक्स S की रैंक 3 से कम है और क्योंकि यह अव्युत्क्रमणीय भी है मतलब यहां एक स्थिति होगी जब मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम होगी इसलिए यह सिस्टम स्टेट कंट्रोलेबल नहीं है इसके साथ आप को विचार मिल सकता है कि सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी कैसे ज्ञात करनी है अब चलिए एक और अवधारणा समझते हैं जो रैखिक सिस्टम की ऑबजरवेबिलिटी कहलाती है सिस्टम पूर्णतया ऑबजरवेबल है यदि सिस्टम का प्रत्येक स्टेट वेरिएबल कुछ आउटपुट को प्रभावित करता है इसका मतलब है कि यदि माप यानी आउटपुट माप से कोई भी स्टेट नहीं देखी जा सकती है तो स्टेट अनऑबजरवेबल कहलाता है और इसलिए सिस्टम अनऑबजरवेबल होगा सिस्टम की ऑबजरवेबिलिटी ज्ञात करने का क्या मापदंड है मानक समीकरण के द्वारा परिभाषित सिस्टम के लिए स्टेट समीकरण और आउटपुट समीकरण पूर्णतया ऑबजरवेबल होते हैंयह आवश्यक और पर्याप्त है कि निम्नलिखित मैट्रिक्स V जो n क्रॉस np मैट्रिक्स ऑबजरवेबिलिटी मैट्रिक्स है की रैंक n के बराबर हो ऑबजरवेबिलिटी मैट्रिक्स हम कैसे संकलित करते हैं